ये मैं इसे ताऊ आर के रूप में लिख सकता हूं इसलिए मैं शेष राशि को माइनस ताऊ आर 2पीआई आरडीआर प्लस डी बाय dr ताऊ आर 2पीआई आरडीआर डीएक्स में फिर से लिख सकता हूं इसलिए मुझे यह सही लगता है हाँ 2pi rdx क्षमा करें 2pi rdx इसलिए मैं इसे खोल सकता हूं और इसे टेलर श्रृंखला के विस्तार में लिख सकता हूं तो त्रिज्या की भिन्नता याद रखें कि यह एक भिन्न क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है इसलिए इसे अंतर के अंदर संरक्षित किया जाना है प्लस px 2pi rdr घटा 2pi rdr जमा dp बटा dx 2pi rdr गुणा dx जो कि 0 के बराबर होना चाहिए तो अब d बटा dr r गुणा tau r जमा होगा जो कि dp बटा dx के बराबर होना चाहिए तो वह बल संतुलन है ताऊ आर क्या है जब आप वास्तव में बेलनाकार निर्देशांक का उपयोग कर रहे होते हैं तो आपके पास मौजूद चिह्न के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए यह वैसा नहीं है जैसा आपके पास कार्तीय निर्देशांक में है तो याद रखें कि कार्टेशियन में फ्लैट प्लेट केस फ्लैट प्लेट केस में निर्देशांक होता है यदि आप फ्लैट प्लेट को देखते हैं तो दीवार वास्तव में दीवार का प्रभाव सकारात्मक y दिशा में होती है लेकिन जब आप ट्यूब लेते हैं तो इसका प्रभाव होता है दीवार वास्तव में ऋणात्मक r दिशा में है याद रखें कि यदि आप a लेते हैं तो उसकी तुलना एक ट्यूब से करें यदि यह केंद्र है तो सकारात्मक r दिशा केंद्र से बाहर जा रही है तो दीवार अब वास्तव में r के बराबर r पर स्थित है इसलिए दीवार का प्रभाव वास्तव में नकारात्मक r दिशा में होता है इसलिए आपके पास माइनस r होता है जब आप कार्टेशियन से बेलनाकार निर्देशांक या गोलाकार निर्देशांक पर जाते हैं तो बहुत सावधान रहें हमें हमेशा आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेत के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए इसलिए इसलिए यदि आप इसे प्लग इन करते हैं तो यह mu इनटू d बटा dr या du बटा dr बराबर होगा ओह मैं यहां r भूल गया हूं rdp by dx तो r रद्द नहीं होता है क्योंकि यह अंतर के अंदर प्रस्तुत होता है dx द्वारा rdp होना चाहिए कृपया इसे सही करें तो mu बटा r d बटा dr में rdu बटा dr बराबर dp बटा dx जिससे आपको पूरी तरह से विकसित शासन में वेग के लिए संतुलन मिलता है इसलिए यह विकासशील या प्रवेश व्यवस्था में सच नहीं है यह केवल सही है पूरी तरह से विकसित शासन जहां dp by dx दबाव प्रवणता रेडियल स्थिति का कार्य नहीं है इसलिए आप पूरी तरह से विकसित शासन में वेग प्रोफ़ाइल का पता लगा सकते हैं आप दाब प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं क्या यह मापने योग्य मात्रा है छात्र हाँ हाँ कैसे आप पूरी तरह से विकसित व्यवस्था में दबाव प्रवणता चाहते हैं तो आप दबाव प्रवणता कैसे पाते हैं आप में से कितने लोगों ने घर्षण कारक सुना है इसलिए यदि आप घर्षण कारक को जानते हैं यदि आप घर्षण कारक को जानते हैं जिसे वास्तव में f के रूप में परिभाषित किया गया है यदि आप घर्षण कारक जानते हैं तो घर्षण कारक वास्तव में पूरी तरह से विकसित शासन में दबाव प्रवणता से संबंधित है इसलिए यदि आप घर्षण कारक को जानते हैं तो आपको वास्तव में दबाव प्रवणता का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए तो इसे माइनस dp बटा dx गुणा D के रूप में rho से विभाजित करके दिया जाता है इसलिए यह घर्षण कारक है घर्षण कारक और घर्षण गुणांक को कैसे परिभाषित किया जाता है घर्षण गुणांक क्या है तो घर्षण गुणांक कि Cf यानी ताऊ को rho um वर्ग से 2 से विभाजित किया जाता है ये दोनों कैसे संबंधित हैं हाँ वे समान नहीं हैं निश्चित रूप से समान नहीं हैं लेकिन वे कैसे संबंधित हैं तो यह है इसलिए लेमिनार के प्रवाह की स्थिति के लिए यह वास्तव में पता चलता है कि यह 4 गुना Cf है यह केवल लेमिनार के प्रवाह के लिए सही है अब यदि आप अन्य स्थिति में अशांत प्रवाह को देख रहे हैं तो कुछ सहसंबंध हैं जो घर्षण कारक के लिए उपलब्ध हैं जो कि रेनॉल्ड्स संख्या के संदर्भ में है तो यह द्वारा दिया गया है इसलिए लेमिनार के प्रवाह के लिए इसलिए यह 4 गुना Cf लगभग रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा 64 में अनुवाद करता है रेनॉल्ड्स संख्या को ट्यूब के व्यास के आधार पर परिभाषित किया जाता है न कि त्रिज्या के आधार पर तो ReD को mu द्वारा rho um D के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि रेनॉल्ड्स संख्या स्थान के साथ नहीं बदलती है तो इसे मिक्सिंग कप वेग के आधार पर परिभाषित किया जाता है और अशांत प्रवाह के लिए इसे 0316 द्वारा ReD पावर माइनस हाफ में दिया जाता है और यह वैधता तब होती है जब यह 2 गुणा 10 पावर 4 से कम या उसके बराबर हो ट्रांज़िशन रेनॉल्ड्स संख्या क्या है पाइप प्रवाह के लिए 2100 बॉलपार्क और ठीक है और यह तब मान्य होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या 2 गुणा 10 से घात 4 से अधिक होती है तो यह अशांत परिस्थितियों के लिए सहसंबंध है और यदि आप घर्षण कारक को जानते हैं तो आपको दबाव ढाल का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यदि हम दबाव प्रवणता को जानते हैं तो आपको व्यंजक को एकीकृत करने और वेग प्रोफ़ाइल का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए और अब हम यही करने जा रहे हैं तो हम इस अभिव्यक्ति को यहां एकीकृत कर सकते हैं इसलिए अभिन्न होगा मैं इसे यहां कर सकता हूं इसलिए मैं इस अभिव्यक्ति को एकीकृत कर सकता हूं इसलिए यह rdu बटा dr होगा जो कि 1 बटा mu dp बटा dx गुणा r वर्ग बटा 2 जमा c1 और u 1 बटा mu dp बटा dx r वर्ग बटा 4 जमा c 1 है ln r जमा C2 तो वह समाकलन है सीमा की शर्तें क्या हैं R बराबर 0 है इसलिए du बटा dr पर r बराबर 0 है जो समरूपता के कारण 0 के बराबर है और अन्य सीमा स्थितियों के बारे में क्या है u पर r बराबर r0 है 0 तो अब अगर मैं पहली सीमा शर्त रखता हूं जो लगातार गायब हो जाती है तो c1 सही गायब हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि यह u ब dr पर r के बराबर होगा तो इसका मतलब है c1 0 है ताकि निरंतर जाएगा 0 अब यदि मैं दूसरे स्थिरांक u को r0 के बराबर 0 पर रख दूं तो यह 0 बराबर 1 बटा mu dp बटा dx गुणा r0 वर्ग बटा 4 जमा c2 होगा क्योंकि c2 माइनस 1 बटा mu dp बटा dx गुणा r होगा शून्य वर्ग बटा 4 तो इससे मैं वेग प्रोफ़ाइल का पता लगा सकता हूं जो कि 1 बटा म्यू डीपी बटा डीएक्स होगा मैं 4 निकाल सकता हूं 1 माइनस आर बटा r0 पूरे वर्ग को आप ध्यान दें कि मैंने बाहर ऋण चिह्न खींचा है r बटा r0 1 से बड़ा या 1 से कम है यह 1 से कम है माइनस साइन क्यों है क्योंकि dp बटा dx नेगेटिव है ठीक है तो यह r के संबंध में वेग प्रोफ़ाइल है तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह x स्थिति का कार्य नहीं है क्योंकि वेग प्रोफ़ाइल नहीं बदलता है और इसलिए dp बटा dx स्थिर होना चाहिए और dp ब dx स्थिर प्रवाह के लिए स्थिर होना चाहिए और इसलिए इसे करना होगा पूर्ण विकसित शासन में केवल रेडियल स्थिति का एक कार्य हो यह अभी भी नहीं पता है कि प्रवेश व्यवस्था में क्या हुआ हम उस पर बाद में आएंगे तो यहाँ से अब हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि औसत प्रोफ़ाइल क्या है Um जो मिक्सिंग कप है या औसत वेग प्रोफ़ाइल 2 बटा r0 वर्ग है पूर्णांक 0 से r0 u गुणा r dr दाएँ तो मैं अब वेलोसिटी प्रोफाइल को स्थानापन्न कर सकता हूं जिससे कि 2 बटा r naught वर्ग या एक mu 4 mu dp बाय dx होगा अब मैं यहां एकीकरण पर जा रहा हूं यह आपको अंतिम अभिव्यक्ति देता है तो इंटीग्रल माइनस 1 बटा 4 mu dp by होगा इसलिए r0 वर्ग बटा 8 mu in से dp बटा dx होगा इसलिए यह औसत वेग होगा तो अब मैं इसे स्केलिंग के रूप में उपयोग कर सकता हूं याद रखें कि हमने स्केलिंग उद्देश्यों के लिए औसत वेग को परिभाषित किया है ठीक है अगर मैं डीएक्स द्वारा डीपी जानता हूं तो मैं कर चुका हूं मैं अपने कप मिक्सिंग वेलोसिटी को जानता हूं और इसलिए अब मैं स्केलिंग वेलोसिटी को जानूंगा इसलिए अब मैं इसका उपयोग अपने वास्तव में वेलोसिटी प्रोफाइल को स्केल करने के लिए कर सकता हूं तो इसलिए u बटा um अब 2 गुणा 1 घटा r बटा r पूरे वर्ग को शून्य कर दिया गया है तो यह पूरी तरह से विकसित शासन में वेग प्रोफ़ाइल है क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है इस पर अब तक कोई प्रश्न तो अब इस सभी अभ्यास का उद्देश्य याद रखें कि इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य ऊष्मा परिवहन गुणांक और द्रव्यमान परिवहन गुणांक ज्ञात करना है तो हम वास्तव में थर्मल सीमा परत और एकाग्रता सीमा परत में रुचि रखते हैं लेकिन गति सीमा परत का थर्मल और एकाग्रता सीमा परत पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है इसलिए एक बार जब हम वेग प्रोफ़ाइल को जान लेते हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह थर्मल सीमा परत पर क्या प्रभाव डालता है तो हम आगे जो देखने जा रहे हैं वह है थर्मल बाउंड्री लेयर हैं तो हम थर्मल सीमा परत की विशेषता कैसे करते हैं और एक तरल पदार्थ है जो एक पाइप से बह रहा है तो मेरे पास यहाँ एक पाइप है और यह r है यह x है तो अब जब गर्मी परिवहन समस्या की बात आती है तो दो विशिष्ट मामले हैं जिन्हें कोई सही सोच सकता है तो एक यह है कि आप गर्मी के निरंतर प्रवाह को बनाए रख सकते हैं जो वास्तव में सतह से हटा दिया जाता है तो पहला मामला होगा मामला एक होगा मेरे पास एक निरंतर सतह गर्मी प्रवाह होगा इसलिए मेरे पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां गर्मी का प्रवाह जो या तो हटा दिया जाता है या सिलेंडर को दिया जाता है या ट्यूब को दिया जाता है स्थिर रहता है इसलिए यदि यह अधिक है क्या द्रव उच्च तापमान पर है तो एक निरंतर प्रवाह होता है जिसके साथ गर्मी हटा दी जाती है और यदि द्रव कम तापमान पर है जहां आप द्रव को गर्म करना चाहते हैं तो यह हो सकता है कि ट्यूब को आपूर्ति की जाने वाली गर्मी का निरंतर प्रवाह होता है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि द्रव अब ट्यूब के अंदर बह रहा है और अगर मैं यह मान लेता हूं कि यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल है तो प्रवेश करने से पहले यह ट्यूब में प्रवेश करती है और यदि मैं मान लेता हूं कि तापमान T इनफिनिटी है तो यह तापमान है ट्यूब में प्रवेश करने से पहले द्रव तो अब गति सीमा परत के समान मेरे पास एक थर्मल सीमा परत भी होगी जहां सतह का प्रभाव तरल पदार्थ द्वारा महसूस किया जाता है जैसे ही तरल पदार्थ ट्यूब में प्रवेश करता है और एक निश्चित स्थान तक केवल एक अंश के बाद किसी भी क्रॉस सेक्शन में तरल दीवार की उपस्थिति या दीवार से गर्मी परिवहन और एक निश्चित स्थान तक और पूरी तरह से विकसित एक स्थान का अनुभव कर रहा है थर्मल पूरी तरह से विकसित शासन तो उस स्थान पर क्रॉस सेक्शन में प्रत्येक द्रव कण अब दीवार से तरल पदार्थ में गर्मी परिवहन की उपस्थिति का अनुभव करेगा या इसके विपरीत यदि द्रव का तापमान परिवेश से अधिक गर्म है तो अब गति सीमा परत के समान हम एक थर्मल सीमा परत और पूरी तरह से विकसित थर्मल सीमा परत स्थितियों के लिए एक शासन भी परिभाषित कर सकते हैं तो अब तापमान प्रोफाइल क्या होगा मान लीजिए मैं x 1 लेता हूं मैं तापमान प्रोफ़ाइल बनाना चाहता हूं तो हम कहते हैं कि यह सीमा परत स्थान और तापमान है यदि मैं यह मान लेता हूं कि द्रव को गर्मी की आपूर्ति की जा रही है तो अब ग्रेडिएंट क्या होगा सीमा पर फ्लक्स क्या होगा यह सकारात्मक होगा या नकारात्मक तो आसपास से तरल नकारात्मक प्रवाह को गर्मी की आपूर्ति की जा रही है तो अब वह तापमान प्रोफ़ाइल है तो ध्यान दें कि यह तापमान प्रोफ़ाइल है और सीमा पर एक निरंतर प्रवाह है तो यह एक है यह केंद्र xr है जो r शून्य के बराबर है अब मान लीजिए कि अगर मैं दूसरा मामला लेता हूं जहां मैं स्थिर तापमान पर सीमा बनाए रखता हूं तो मैं हमेशा सही कर सकता हूं तो पूर्ण विकसित शासन में क्या होता है तापमान प्रोफाइल क्या होगा हां तो यह x1 पर है पूर्ण विकसित शासन के बारे में क्या तो मान लीजिए कि मेरे पास पूरी तरह से विकसित स्थान से अधिक कुल्हाड़ी है कोई सीमा परत नहीं है क्योंकि क्रॉस सेक्शन में हर स्थान पर द्रव कण अब दीवार या दीवार से गर्मी परिवहन की उपस्थिति का अनुभव कर रहा है तो जिसका अर्थ है कि तो एक तापमान प्रोफ़ाइल होगी जो इस तरह दिखती है क्या यह तथ्यात्मक स्थिति का कार्य है आपको याद है कि वेग सीमा परत में हमने कहा था कि जिस क्षण यह पूरी तरह से विकसित शासन को छूता है वेग प्रोफ़ाइल नहीं बदलता है थर्मल सीमा परत के मामले में क्या हाँ वही नहीं यहां भी आपको गर्मी होगी जो तरल पदार्थ को सही तरीके से आपूर्ति की जा रही है तो आपके पास समान तापमान प्रोफ़ाइल कैसे हो सकती है तो तापमान प्रोफ़ाइल स्थानीय तापमान प्रोफ़ाइल अब पूरी तरह से विकसित शासन में एक्स और आर दोनों का एक कार्य होने जा रहा है जो आपने गति सीमा परत में देखा था तो फ्लैट प्लेट मामले में आपने जो देखा उसकी तुलना में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है एक फ्लैट प्लेट मामले में प्रवाहित होता है जहां सभी तीन सीमा परतों में एक समान प्रोफ़ाइल होती है लेकिन पाइप प्रवाह के मामले में स्थानीय तापमान प्रोफ़ाइल अब है एक्स और आर दोनों के कार्य में जा रहे हैं लेकिन फिर जो दिलचस्प है वह यह है कि आप अभी भी कुछ कर सकते हैं हाँ यह जरूरी नहीं कि रैखिक हो छात्र जरूरी नहीं कि यह रैखिक हो वास्तव में यह दृढ़ता से दिखाएगा कि इसे रैखिक होने की आवश्यकता नहीं है तो आप जो देख रहे हैं वह यह है कि हम देखेंगे कि जिसे प्रोफाइल कहा जाता है वह समान होगा वास्तव में ज्यादातर कल के व्याख्यान में मैं वास्तव में आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखें कि तापमान प्रोफाइल समान हैं यदि आप प्रोफाइल को देखें तो यह बहुत स्पष्ट नहीं है यहाँ यह बहुत स्पष्ट नहीं है समान प्रोफ़ाइल से आपका क्या तात्पर्य है तो आपके पास समान प्रोफाइल होंगे इसलिए थर्मल सीमा परत मामले में पूरी तरह से विकसित शासन के बाद किसी भी स्थान पर आपके पास समान तापमान प्रोफाइल होंगे तो ध्यान दें कि वे समान नहीं हैं यह केवल समान है हम परिभाषित करने जा रहे हैं समान प्रोफ़ाइल से क्या मतलब है आज में नहीं अधिकतर कल के व्याख्यानों में तो अब एक बार जब हम यह जान लेते हैं तो हम अगले मामले में जा सकते हैं जहां आपके पास एक स्थिर तापमान होता है तो मान लीजिए कि मैं सतह के तापमान को एक निश्चित स्थिर मान पर बनाए रखता हूं तो अब मेरे पास यहाँ एक ट्यूब है एक बार फिर मेरे पास एक सीमा परत है थर्मल सीमा परत और मैं सतह के तापमान को स्थिर बनाए रखता हूं तो अब मैं एक प्रोफ़ाइल बना सकता हूं तो चलिए किसी स्थान x1 पर कहते हैं तो यह एक स्थिर तापमान है तो यह वह स्थिति X1 है जो पूरी तरह से विकसित शासन से कम है और अगर मैं पूरी तरह से विकसित शासन पर प्रोफ़ाइल को देखता हूं तो एक बार फिर वह सतह का तापमान होता है और जैसे ही आप पाइप में तेजी से जाते हैं वहां निरंतर होता है दीवार से द्रव तक ऊष्मा का निरंतर परिवहन होगा और इसलिए तापमान प्रोफ़ाइल में परिवर्तन होगा एक बार फिर यह x और r का फलन होगा लेकिन आप जो देखेंगे वह यह है कि आपको वही मिलेगा जिसे समान प्रोफ़ाइल कहा जाता है और हम वास्तव में इस पहलू को भुनाने जा रहे हैं कि प्रोफ़ाइल समान है और हम समस्या को हल करने और गर्मी परिवहन और जन परिवहन गुणांक प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहे हैं तो इससे पहले इससे पहले कि हम यह समझें कि एक समान प्रोफ़ाइल क्या है हमें एक संदर्भ की आवश्यकता है ठीक है छात्र क्योंकि भले ही आपके पास लगातार तापमान हो आपके पास गर्मी परिवहन का प्रवाह है ठीक है इसलिए जब तक द्रव का तापमान संतुलित नहीं हो जाता मैं न्यूटन के शीतलन के नियम के कारण न्यूटन के शीतलन का नियम क्या है स्थानीय बिंदु पर प्रवाह कुछ ताप परिवहन गुणांक द्वारा तापमान में भिन्न दाहिनी ओर दिया जाता है इसलिए जब तक द्रव दीवार के तापमान के साथ संतुलित नहीं हो जाता तब तक दीवार से तरल पदार्थ में गर्मी का निरंतर योग होता रहेगा इसलिए इसलिए द्रव में क्षमता का जोड़ होता है और इसलिए आप देखेंगे कि पूरी तरह से विकसित शासन में तापमान x स्थान के साथ बदलने वाला है यह गति सीमा परत में आपने जो देखा उससे मौलिक रूप से अलग है लेकिन हम देखेंगे कि समानता या प्रोफ़ाइल के समान होने के कारण आप देखेंगे कि कुछ सहज तरीका है जिसके द्वारा आप वास्तव में इस समस्या को हल कर सकते हैं इसलिए समान प्रोफ़ाइल को परिभाषित करने के लिए हमें एक संदर्भ तापमान को परिभाषित करने की आवश्यकता है जिस तरह हमने मिक्सिंग कप वेलोसिटी को परिभाषित किया है उसी तरह हम मिक्सिंग कप या औसत क्रॉस सेक्शनल औसत तापमान को भी परिभाषित कर सकते हैं तो हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं संरक्षित संपत्ति क्या है तो याद रखें कि वेग सीमा परत में हम द्रव्यमान प्रवाह दर को संरक्षित संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं तो हम यहां क्या करते हैं तो आप किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन में आंतरिक ऊर्जा कहलाते हैं इसलिए क्रॉस सेक्शन औसत तापमान को परिभाषित करने के लिए दिए गए क्रॉस सेक्शन में आंतरिक ऊर्जा की संपत्ति का उपयोग करें किसी भी स्थान पर आंतरिक ऊर्जा को क्रॉस सेक्शन पर इंटीग्रल द्वारा दिया जाता है द्रव की क्षमता का rho गुना द्रव की आंतरिक क्षमता जो कि rho Cv को u से T से dc में गुणा किया जाता है दाएं तो वह आंतरिक ऊर्जा है जिसे वास्तव में ले जाया जा रहा है तो अब हम इसे परिभाषित कर सकते हैं rho के रूप में CV में मिक्सिंग कप वेलोसिटी के संदर्भ में औसत तापमान से क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में गुणा किया जाता है तो ध्यान दें कि यह एक परिभाषा है हमने गर्मी की औसत मात्रा को परिभाषित किया है जो वास्तव में किसी भी क्रॉस सेक्शन में द्रव में स्कोर किया जाता है क्षमता को मिक्सिंग कप वेग से गुणा करके मिक्सिंग कप तापमान से गुणा करके गुणा किया जाता है संकर अनुभागीय क्षेत्र तो अब तो यहाँ से हम पाते हैं कि Tm 1 by rho Cv um Ac इंटीग्रल ओवर क्रॉस सेक्शन T इनटू dAc तो मैं कर सकता हूँ dAc 2pi rdr के अलावा और कुछ नहीं है तो यह 2pi इनटू rho Cv होगा जो असंपीड्य द्रव का उत्पादन करेगा um Ac u इनटू T इनटू rdr 0 से r तक तो यहाँ से हम उस Tm को घटा सकते हैं आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Tm 2pi है जो um द्वारा क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में विभाजित है pi r naught वर्ग में इंटीग्रल uTr dr 0 to r naught है तो वह 2 बटा um r0 वर्ग rdr होगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर मिक्सिंग कप या औसत तापमान प्रोफाइल की परिभाषा है इसे मिक्सिंग कप या औसत तापमान कहा जाता है यह x स्थिति का कार्य है कोई फर्क नहीं पड़ता यह निरंतर प्रवाह या स्थिर तापमान है यह x स्थिति के संबंध में स्थिर है निर्भर करता है कि क्या T x और r दाएं का एक कार्य है इसलिए यह अभिन्न केवल r का एक कार्य है तो यह स्पष्ट रूप से x स्थिति का एक कार्य होना चाहिए वेग सीमा परत में हमने जो देखा उसके विपरीत मिक्सिंग कप तापमान अब x स्थिति का एक कार्य है तो हम अगले व्याख्याता में क्या करेंगे हम एक समान प्रोफ़ाइल के रूप में परिभाषित करके शुरू करेंगे और उस परिभाषा को हम इस तथ्य पर पूंजीकरण करेंगे कि मिक्सिंग कप तापमान भी अक्षीय स्थिति का एक कार्य है हम दिखाएंगे कि पूरी तरह से विकसित शासन में तापमान प्रोफाइल बहुत समान है और इसके साथ हम समीकरणों को हल करने में सक्षम होंगे और हम गर्मी परिवहन गुणांक खोजने में सक्षम होंगे